सभी को नमस्कार पिछले क्लास में हमने बुलियन अलजेब्रा के फंडामेंटलस का डिस्कशन किया था हमने बेसिक पोस्टयूलेट यानी कि हंटिंगटन पोस्टयूलेटस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बेसिक थ्योरमस भी देखे थे इन थ्योरमस के प्रूफ भी देखे थे और उससे बेसिक पोस्टयूलेट से कैसे करना है यह भी देखा था आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बुलियन फंक्शन को उसके करेस्पॉनन्डिंग ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे बुलियन फंक्शन को लॉजिक गेट के द्वारा रियलाइज करते हैं और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कैसे हम बुलियन अलजेब्रा के द्वारा अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं यह भी देखेंगे और फिर हम शेनन के एक्सपांशन थ्योरम के बारे में भी देखेंगे तो कुछ बुलियन फंक्शन के बारे में आप पहले ही जानते हैं तो उनमें से कुछ हम पहले लेंगे तो पहला एक टू वेरिएबल फंक्शन है तो Fxy इक्वल टू x प्लस x प्राइम y है तो x को OR किया है x प्राइम याने की x के कंप्लीमेंट AND y के साथ तो यह हमने पहले देखा है तो इसका अगर हमें करेस्पॉनन्डिंग ट्रुथ टेबल बनाना हो तो कैसे करेंगे तो हम x y वेरिएबल के लिए 0 और 0 सब्सीट्यूट करेंगे जैसे यहां दिख रहा है फिर वह 0 प्लस 0 प्राइम यानी कि 1 AND 0 बन जाता है तो यह 0 रहता है यह 0 प्राइम याने की 1 बन जाता है और यह 0 रहता है तो 1 AND 0 का उत्तर 0 है और 0 प्लस 0 का उत्तर 0 है तो इस तरीके से हमें ट्रुथ टेबल का पहला रो मिल जाता है तो दूसरा ऑप्शन यह है कि x वैल्यू 0 ले सकता है और y वैल्यू 1 ले सकता है यह वैल्यू सब्सीट्यूट करने के बाद AND एवं OR ऑपरेशन करने के बाद हमें उत्तर मिल जाता है तो बाकी तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए हमें 11 1 उत्तर मिलता है और इससे हमारा ट्रुथ टेबल बन जाता है यदि 3 वेरिएबल वाला केस हो तो यही है जहां हमने यह देखा था कि प्रोडक्ट टर्मस को सम किया जाता है और आखिर में यह सारे सम टर्मस को AND करते हैं तो आखिर में हमें एक प्रोडक्ट टर्म मिलता है तो यह 3 वेरिएबल का प्रॉब्लम है तो इसमें हम x y z के अलग अलग कॉन्बिनेशन वाले वैल्यू सब्सीट्यूट करेंगे हम शुरुआत 0 0 0 से करेंगे तो हमें x प्लस y का उत्तर 0 आता है x प्लस z का उत्तर 0 आता है और फिर 0 AND 0 का उत्तर 0 आता है तो इससे हमें इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल का पहला रो मिल जाता है दूसरी पॉसिबिलिटी है 0 0 1 का फिर से हम यह वैल्यू सब्सीट्यूट करेंगे तो x प्लस y का उत्तर 0 आता है x प्लस z का उत्तर 1 आता है और फिर 0 AND 1 का उत्तर 0 आता है तो इससे हमें ट्रुथ टेबल का दूसरा रो मिल जाता है इसी तरीके से हमें सारे रोस मिलेंगे और हम अपना ट्रुथ टेबल कंप्लीट करेंगे यह काफी सिंपल तरीका है अगर कोई फंक्शन दिया गया हो कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल के तो उसके लिए ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ रोस 2 टू द पावर n रहेगा अगर n वेरिएबल रहे तो फिर हम हर कॉन्बिनेशन के हिसाब से वैल्यू सब्सीट्यूट करते जाएंगे और फिर उसका AND OR और कंप्लीमेंट ऑपरेशन के हिसाब से आखिर में हमें अलग अलग एंट्रीज मिलेंगे यदि हमें कोई भी दिया हुआ बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना हो हार्डवेयर के माध्यम से तो लॉजिक गेट का इस्तेमाल करना होगा तो बुलियन फंक्शन के हर एक बुलियन ऑपरेशन के लिए एक करेस्पॉनन्डिंग लॉजिक गेट है तो अगर हमें x प्राइम की जरूरत हो तो हम NOT गेट का इस्तेमाल करेंगे तो हम एक NOT गेट का इस्तेमाल करेंगे उसके इनपुट में x होगा और आउटपुट में हमें x प्राइम मिलेगा यह काफी आसान है तो इसे हमें y के साथ AND करना है उसके लिए हम एक 2 इनपुट AND गेट लेंगे इस AND ऑपरेशन के लिए दो इनपुट है पहला इनपुट x प्राइम है और दूसरा y है AND गेट के आउटपुट में हमें x प्राइम y मिलेगा इस x प्राइम y को हमें OR करना है x के साथ इसके लिए हम 2 इनपुट OR गेट लेंगे जिसका एक इनपुट x प्राइम y है और दूसरा इनपुट x है OR गेट के आउटपुट पर हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा बूलीन एक्सप्रेशन में हर एक बुलियन ऑपरेशन जो हम करते हैं उसके लिए एक करेस्पॉनन्डिंग लॉजिक गेट है उसे कन्वर्ट करने के लिए और उससे हमें करेस्पॉनन्डिंग सर्किट बना सकते हैं इसी तरीके से हमने जो दूसरा रिलेशन देखा था जो x प्लस y AND x प्लस z था इसके लिए हमें दो 2 इनपुट OR गेट की जरूरत होगी पहला OR गेट हमें x प्लस y देगा आउटपुट पर और दूसरा OR गेट हमें x प्लस z आउटपुट पर आखिर में इन दोनों को AND करना है तो इसके लिए हमें 2 इनपुट AND गेट लगेगा तो हमें सिर्फ दिया हुआ बुलियन एक्सप्रेशन को ऑपरेशन बाय ऑपरेशन फॉलो करना है आपरेंड जो है उसके साथ यदि दो आपरेंड रहे तो 2 इनपुट गेट की जरूरत पड़ेगी तीन आपरेंड रहे तो 3 इनपुट गेट की जरूरत पड़ेगी और आखिर में पूरा एक्सप्रेशन एक डिजिटल सर्किट इंप्लीमेंटेशन के तौर पर हमें मिल जाएगा ध्यान रहे इस केस में हम प्रोपेगेशन डिले पावर कंजप्शन और ऐसी दूसरी सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यह केवल बुलियन एक्सप्रेशन का इंप्लीमेंटेशन है तो इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हुए पिछले केस में हमने वह फैक्टर जो इन रिलाइजेशन को अफेक्ट करता है उसके बारे में बॉदर नहीं किया पर प्रैक्टिकल केस के लिए यदि आप देखें तो अमाउंट ऑफ़ पावर जो सर्किट कंज्यूम करता है फैन इन यानी कि कितने इनपुट हो सकते हैं फैन आउट यानी कि कितने आउटपुट हो सकते हैं प्रोपेगेशन डिले जो होता है यदि नंबर ऑफ फेसस ज्यादा हो तो ऐसी काफी सारे यीशुस हो सकते हैं और हम हमेशा एक एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन के लिए देखेंगे एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन में हम कोशिश करेंगे कि हमें सबसे सिंपल तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिले इस केस के लिए बुलियन अलजेब्रा की जो फंडामेंटल्स है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वह काफी यूज़फुल है और काफी इंपोर्टेंट है जो पिछला रिलाइजेशन जो हमने डिस्कस किया था याने की x प्लस x प्राइम y इसमें हमने यह नोट किया कि हमें एक NOT गेट की जरूरत है एक 2 इनपुट AND गेट की जरूरत है और एक 2 इनपुट OR गेट की जरूरत है फाइनल ऑपरेशन के लिए तो इन चीजों की जरूरत है यदि हम बुलियन एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए एक डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करे तो पर यदि हम एडजॉर्प्शन थ्योरम अप्लाई करे तो हम यह देख सकते हैं कि यही इनपुट आउटपुट कॉन्बिनेशन ट्रुथ टेबल रिलेशनशिप जो हमने अभी देखा है वह केवल एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन से अवेलेबल होगा जो कि x प्लस y है यह बेसिक थ्योरम इस्तेमाल से हुआ है तो x प्लस y को यदि हम इंप्लीमेंट करते हैं हमें वही मिलता है जो हमें x प्लस x प्राइम y को इंप्लीमेंट करने से मिलता है तो वह ज्यादा सेंस बनता है यदि हम इस इंप्लीमेंटेशन से आगे बढ़े तो पिछले वाले के कंपैरिजन में तो इस केस में हमें केवल एक ही 2 इनपुट OR गेट की जरूरत होगी दूसरे उदाहरण में जो कि x प्लस y AND x प्लस z था तो डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ से हम जानते हैं कि इसका उत्तर x प्लस yz है इसी यदि हमें इंप्लीमेंट करना हो तो हमें एक 2 इनपुट AND गेट लगेगा यहां पर yz को रियलाइज करने के लिए और एक 2 इनपुट OR गेट लगेगा x प्लस yz को रियलाइज करने के लिए पहले इस एक्सप्रेशन के लिए हमें दो 2 इनपुट OR गेट और एक 2 इनपुट AND गेट लगता था और अब एक 2 इनपुट AND गेट और एक 2 इनपुट OR गेट काफी है तो बुलियन अलजेब्रा के इस्तेमाल से हम रिलेशनशिप को सिंपलीफाई कर सकते हैं और जिस से हम यह देखते हैं कि हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वह कम हो जाती है और इससे एसोसिएटेड बेनिफिट है परफॉर्मेंस मैट्रिक के तौर पर तो वह काफी और सिंपल सा उदाहरण था काफी कॉन्प्लेक्स रिलेशनशिप हो सकते हैं एक पार्टीकूलर प्रॉब्लम को एग्जामिन करने पर जिसे इंग्लिश स्टेटमेंट के तौर पर दिया जाता है और जब हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए तो हो सकता है कि एक कॉन्प्लेक्स रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का हमें मिल सकता है यह केवल एक उदाहरण है तो इस तरीके का रिलेशनशिप हमें मिल रहा है तो इसका हम डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं जैसे हम बुलियन एक्सप्रेशन का करते हैं हार्डवेयर के तौर पर तो हमें एक NOT गेट लगेगा C प्राइम रियललाइज करने के लिए एक और NOT गेट लगेगा A प्राइम रियलाइज करने के लिए और फिर एक 3 इनपुट AND गेट लगेगा ABC को रियलाइज करने के लिए इसे हम OR कर सकते हैं C प्राइम के साथ जिसके लिए एक 2 इनपुट OR गेट लगेगा और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है और आखिर में हम फाइनल सर्किट पर पहुंच जाएंगे जो हमें ट्रुथ टेबल के 8 रोस प्रोवाइड करेगा और उसका करेस्पॉन्डिंग कॉलम जो कि आउटपुट फंक्शन है तो हमें वही ट्रुथ टेबल मिलेगा अगर हम सिंपलीफिकेशन प्रोसेस के लिए जाए तो और उसमें जो भी सर्किट हमें आखिर में मिलेगा उसका हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इस सिंपलीफिकेशन प्रोसेस का क्या उपयोग है और इसे अगर हम करने की कोशिश करें इस केस के लिए बेसिक पोस्टयूलेट और बेसिक थ्योरम को फॉलो करते हुए जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया तो हम देख सकते हैं कुछ स्टेप्स में हमें उत्तर मिल जाता है तो इसके बारे में देखते हैं यह A को जब हम A प्राइम के साथ AND करते हैं तो आपको यह मिलता है और बाकी के जो चीज है वह वैसा ही रहता है तो A AND A प्राइम हमें 0 देता है तो फिर हमारे पास AC बच जाता है यहां से AC और बाकी के सारे टर्मस जो पहले थे फिर से हम AND ऑपरेशन करेंगे ACऔर A प्राइम B AC और C का तो A AND A प्राइम हमें 0 देगा और फिर हमारे पास AC बच जाएगा बाकी के टर्मस फिर AC AND A प्राइम BC और फिर हमें AC AND C प्राइम करना है A AND A प्राइम हमें 0 देगा C AND C प्राइम हमें 0 देगा तो 0 प्लस 0 का उत्तर 0 है इसका मतलब जो आउटपुट Y है उसे हमें डायरेक्टली लॉजिक लो को कनेक्ट करना है तो जो हमें मिलता है वह सेम है यदि आप दूसरे तरीके के सर्किट ऑपरेशन से करें तो भी तो इस इक्विवेलेंस की बात हम कर रहे थे और कभी कभी हमें ऐसा भी प्रूफ करना पड़ सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 है मेरा मतलब है बायनरी 0 मिलेगा आखिर में तो इसमें भी आपको अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन टर्मस काम आएंगे दूसरा उदाहरण लेंगे जहां हम डिमॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में पहले हमें सिंपलीफाई करना है और फिर इंप्लीमेंट करना है तो जैसे मैंने पहले कहा था हम डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए जा सकते हैं इक्वेशन को फॉलो करते हुए लेकिन वह काफी कॉन्प्लेक्स होगा और इकनोमिकल नहीं होगा तो इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर प्राइम है तो यह A प्राइम फिर से A प्राइम यानी कि डबल प्राइम है तो इसका जवाब A है फिर B प्राइम प्लस C प्राइम और यह पूरे चीज का प्राइम इसलिए क्योंकि वह एक NAND ऑपरेशन था तो इस तरीके से हमें यह मिल रहा है फिर यह A बाकी है तो B प्राइम प्लस C प्राइम यह फिर से कॉन्प्लीमेंट है यानी कि दूसरा डिमॉर्गन थ्योरम है यह NOR ऑपरेशन है तो आपको मिलेगा B प्राइम डबल प्राइम और C डबल प्राइम जिसका उत्तर BC है तो आपका एक्सप्रेशन A प्लस B AND A प्लस BC बन जाता है अगर इसका हम प्रोडक्ट ले तो वह AA ABC AB प्लस BBC है इसमें से यदि हम A को बाहर निकालते है तो आप को 1 प्लस बाकी के सारे टर्मस मिलते हैं हमें पता है नल थ्योरम से कि यदि 1 रहा तो बाकी के सारे टर्मस का कोई मूल्य नहीं रहता है तो इससे हमें A और यह BC जो वहां पर है और A प्राइम AND B प्लस C भी वहां पर है तो इसमें हम एडसरप्शन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे हमें A प्लस B प्लस C मिलता है और BC जो वहां पर पहले से है इसमें से C को बाहर निकाल सकते हैं और नल थ्योरम से 1 प्लस B जिसका उत्तर 1 है तो फाइनल एक्सप्रेशन में हमें A प्लस B प्लस C मिलता है तो यहां पर अब केवल हमें 3 इनपुट OR गेट की जरूरत है इस एक्सप्रेशन को रियलाइज करने के लिए तो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करने के पहले हम देखेंगे कि उसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं या नहीं अब शेनन का एक्सपांशन थ्योरम के बारे में हम देखेंगे उसका बहुत सारा उपयोग है तो शेनन का एक्सपांशन थ्योरम क्या कहता है वह काफी इंटरेस्टिंग है अगर n वेरिएबल का कोई फंक्शन दिया गया है हम छोटे नंबरों का उदाहरण देखेंगे जैसे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल तो अगर हमारे पास n वेरिएबल का एक्सप्रेशन है तो एक वेरिएबल को हम बाहर निकाल सकते हैं उदाहरण के तौर पर यहां पर x1 है कोई और वेरिएबल भी हो सकता है तो इसे जब हम बाहर निकालते हैं इस तरीके से जैसे x प्राइम और जो बाकी का फंक्शन है जहां भी x1 मौजूद है वहां पर हम 0 डालेंगे और जो भी उत्तर हमें मिलेगा उसे हम AND करेंगे x1 प्राइम के साथ फिर हम x1 को बाहर निकालेंगे और x1 के लिए जहां भी x1 मौजूद था फंक्शन में वहां पर 1 डालेंगे और फिर जो हमें मिलेगा उसे हम OR करेंगे या सम करेंगे तो हमें एक इक्विवेलेंट रिलेशनशिप मिलता है तो शेनन का एक्सपांशन थ्योरम यही कहता है सिंपल तरीके से बोलते हुए अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम x1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो फिर केवल 0 टर्म ही मौजूद है और राइट हैंड साइड में जब हम x1 इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं तो 0 प्राइम 1 है तो यह 1 AND यह वाला टर्म तो जिस के उत्तर में यह टर्म मिलता है तो दूसरा टर्म 0 AND बाकी के चीज का उत्तर 0 है तो आपके पास केवल यही बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑलरेडी 0 मिल चुका है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रहा है उसी तरीके से अगर हम x1 इक्वल टू 1 करते हैं तो आपको दूसरा टर्म मिलेगा तो अगर x1 इक्वल टू 0 है और अगर x1 इक्वल टू 1 है तो यह दो कैसस हैं और इन दोनों का सम करने पर हमें फाइनल रिलेशनशिप यानी कि फाइनल टर्म मिलता है अगर आप दो वेरिएबल का उदाहरण देखते हैं तो वह कैसे काम करता है तो Fxy x प्लस x प्राइम y से आप पहले ही फैमिलियर हो अगर आप x को बाहर निकालते हो तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो x प्राइम F0y प्लस x F1y तो यह एक 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है तो बेसिकली x1 आपका x है और x2 आपका y तो इस तरीके से हम कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करना है F0y और F1y को यह हम कैसे करेंगे एक्सप्रेशन में हम x के जगह पर 0 सब्सीट्यूट करेंगे तो सब्सीट्यूट करने पर 0 प्लस 0 प्राइम y मिलता है तो 0 प्लस 0 प्राइम याने की 1 AND y है 1 AND y का उत्तर y है F0y y है और F1y के लिए हम x के जगह पर 1 सब्सीट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्राइम y 1 के साथ कुछ भी सम करने पर उत्तर 1 ही रहता है तो यह आपका F1y है तो F1y 1 है और F0y y है तो उस तरीके से x प्राइम y प्लस x और हमें वापस मिलता है जो हमने देखा था x प्लस x प्राइम y तो यह ट्रू रहेगा कोई भी दूसरे उदाहरण के लिए यह एक छोटा सा उदाहरण है पर यह चीज होल्ड करता है किसी भी और चीज के लिए तो यह ड्युअल फॉर्म है ड्युअल फॉर्म में हम जानते हैं कि AND को OR से रिप्लेस करते हैं और OR को AND से रिप्लाई करते हैं तो यहां पर AND ऑपरेशन है जिसे हम रिप्लेस कर कर रहे हैं OR से और यहां पर OR ऑपरेशन है जिसे हम रिप्लेस कर रहे हैं AND थे तो यह सम ऑफ टू प्रोडक्ट टर्मस था और आखिर में वह प्रोडक्ट ऑफ टू सम टर्मस बन जाता है तो यह शेनन का एक्सपांशन थ्योरम का ड्युअल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है अब यह काफी यूज़फुल रहेगा सिंपलीफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम एक उदाहरण लेंगे यह एक 5 वेरिएबल प्रॉब्लम है जहां राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से दिखता है अगर हमें शेनन का एक्सपांशन थ्योरम अप्लाई करना हो तो हमें एक वेरिएबल बाहर निकालना होगा तो हम ऐसा वेरिएबल ढूंढ लेंगे जो कि एक्सप्रेशन के सारे टर्मस में मौजूद हो तो हम देखते हैं किA हर एक इंडिविजुअल टर्मस में मौजूद है तो A को बाहर निकालना सही होगा अगर हम A को बाहर निकालते हैं तो हमें दो रिलेशनशिप मिलना होगा पहला F0BCDE और दूसरा F1 B C D E है फिर इसे हम AND करेंगे A बार F0BCDE का और A F 1 B C D E का तो यह शेनन का एक्सपांशन थ्योरम जो हम यूज करेंगे A को बाहर निकालने के लिए आप कोई भी दूसरा वेरिएबल बाहर निकाल सकते हैं याने की B को भी बाहर निकाल सकते हैं तो उस केस में FA 0 C DE FA 1 C DE रहेगा और यहां पर रिलेशनशिप B बार AND FA 0 C DE B AND FA 1 C DE तो इस तरीके से हम वह एक्सप्रेशन लिखा होता तो जैसे ही आप A को बाहर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें F 0 B C D E यह एक्सप्रेशन मिलता है इसमें यदि हम 0 सब्सीट्यूट करते हैं तो यह 0 है यह 0 कंप्लीमेंट AND B है और यह 0 AND बाकी के चीजें हैं जब भी यह 0 है तो OR गेट में वह किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करता है वह किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करता है मतलब वह डिपेंडेंट है OR गेट के दूसरे इनपुट पर और यह AND 0 है मतलब इसका उत्तर 0 होगा तो बेसिकली हमें 0 प्लस 0 प्राइम जो कि 1 AND B प्लस 0 मिला है तो हमें 0 OR B OR 0 मिला है जिसका उत्तर B है तो F0 B C D E का मूल्य B है अब F1 B C D E का मूल्य क्या है तो यह 1 प्लस 1 बार B प्लस 1 बाकी के ट र्मस है हमें पता है कि किसी भी चीज को 1 के साथ OR करने से जवाब 1 ही होता है नल थ्योरम के हिसाब से तो यह 1 है जो कि काफी स्ट्रेटफारवर्ड है तो हमें यह दो टर्मस मिला है इसे हमें शेनन के एक्सपांशन थ्योरम के इस्तेमाल से केवल कंबाइन करना है तो A बार B यह पार्टिकुलर टर्म का उत्तर B ही है औरA AND यह टर्म जिसका उत्तर 1 है तो A प्लस A बार B हमें मिलता है इसके बाद हम एडसरप्शन थ्योरम यूज करेंगे जिससे हमें A प्लस B मिलता है तो यह A क सिंपलीफाइड वर्शन है हम दूसरा कोई भी पोस्टयूलेट या बेसिक थ्योरम ले सकते थे इसे सिंपलीफाई करने के लिए पर हम देख सकते हैं शेनन का एक्सपांशन थ्योरम ऐसे केस के लिए काफी उपयोगी है तो आखिर में हम शेनन के एक्सपांशन थ्योरम का कुछ यूज के बारे में देखेंगे तो यह हमारा बेसिक शेनन के एक्सपांशन थ्योरम था हमने x1 को बाहर निकाला था इस पर्टिकुलर फंक्शन में x2 से लेकर xN तक वेरिएबल है इसे फिर से एक्सपांड कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल के लिए और यदि हम x2 को चुनते हैं तो इसे हम x2 प्राइम ऐसे लिख सकते हैं यह पहले ही 0 है तो हम इससे कुछ नहीं करते हैं तो x2 0 है और क्योंकि हमने x2 प्राइम को बाहर निकाला है जो कि ANDing टर्म है और बाकी सारे टर्म सेम है प्लस यह एक यह पूरा टर्म 1 प्लस x2 है F 0 x2 के जगह पर क्योंकि x2 को बाहर निकाला है तो यह 1x3 और बाकी के सारे टर्म है तो यह इसके लिए है और दूसरे के लिए भी हमें इसी तरीके का एक्सपांशन करना है x2 के साथ तो बेसिकली हमारे पास x1 प्राइम बाहर है और x2 प्राइम अंदर है ऐसे कंसीडर किया है उसी तरीके से x2 प्राइम और x2 यहां पर और x1 बाहर और x2 प्राइम और x2 यहां पर और उसके जो करेस्पॉन्डिंग टर्मस है वह F 0 0 और बाकी के सारे टर्मस F 0 1 और बाकी के सारे टर्मस F 1 0 और बाकी के सारे टर्मस F 1 1 और बाकी के सारे टर्मस फिर हम आगे बढ़ सकते हैं ऐसे और एक्सपांशन दूसरे टर्म का करते हुए तो हम x3 को बाहर निकाल सकते हैं तो पहला टर्म F 0 0 0 होगा दूसरा टर्म F 0 0 1 और ऐसे ही करते हुए हम नेस्टिंग कर सकते हैं शेनन के एक्सपांशन थ्योरम के इस्तेमाल से तो ऐसे हम करते ही जा सकते हैं और उसका कुछ यूज़ है जिसके बारे में हम आगे के कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो यहां पर हम यह देख रहे हैं कि वह कैसे काम करता है एक 2 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए तो 2 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए मान लो x y है तो x प्राइम को बाहर निकाला है F 0y और F1y यह दो टर्मस है तो अब हम y को बाहर निकाल रहे हैं F 00 F 01 होगा फिर F10 और F1 1 और फिर अगर हम y प्राइम को पेरेंतेसीस ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो x प्राइम y प्राइम F 00 x प्राइम y F 0 1 x y प्राइम F10 और x y F11 तो इस तरीके से हमें मिलता है जब हम इस लेवल तक एक्सपांड करते हैं तो और इस तरीके के उदाहरण के लिए तो जो हमने कुछ देर पहले देखा F xy x प्लस x प्राइम y है तो हमने ट्रुथ टेबल से देखा है F 00 F 01 और ऐसे ही चलते जाएंगे हमने देखा कि F 00 0 है F 01 1 है F 10 1 है और F 11 1 है यह हमने पहले ही देखा है तो यह करेस्पॉन्डिंग टर्मस को हम AND करेंगे यहां से हम F 00 टर्मस का इस्तेमाल करेंगे तो x प्राइम y प्राइम AND F 00 होगा F 00 0 1 है फिर x प्राइम y AND F 01 करेंगे F 01 हमने पहले ही देखा है कि वह 1 है फिर x y AND F 11 करेंगे तो आखिर में 1 1 मिलता है तो आप देख रहे हैं कि सारे टर्मस यहां पर आ रहा है तो यह 0 बन रहा है और यह टर्म नहीं है और यह रहेगा x प्राइम y x y प्राइम और x y यह रहेगा फाइनल एक्सप्रेशन में उसे उस लेवल तक एक्सपांड करेंगे तो यहां हम यह कह रहे हैं कि उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लेवल तक अगर हम इसे इस लेवल तक एक्सपांड करते गए तो यदि हम x को बाहर निकालते हैं और y प्लस y प्राइम तो कंप्लीमेंट्रिटी से हम देख सकते हैं x प्राइम y और यह 1 है तो x प्लस x प्राइम y हमें यह सिंपलीफिकेशन प्रोसेस से वापस मिल सकता है पर अगर हमें सारा टर्म्स इंडिविजुअल वेरिएबल के तौर पर मिला तो तो यह तीन टर्म्स मिलेंगे तो आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं की तीन केसस के लिए यह 1 है और ऐसे तीन टर्म्स है जहां सारे वैरियेबल्स को एक्सपांड किया है मैक्सिमम पॉसिबल तरीके में तो यही है जो हम देख रहे हैं इसका यूज है हमारे आगे वाले डिस्कशन में जोकि अगले लेक्चर में शुरू होगा सारांश लेते हुए आज की क्लास में हमने देखा हमें एक आउटपुट फंक्शन मिल सकता है वेरिएबल को सारे पॉसिबल बायनरी कॉन्बिनेशन सब्सीट्यूट करने के बाद और हमें उससे ट्रुथ टेबल भी मिल सकता है कोई भी दिया हुआ बुलियन फंक्शन को लॉजिक गेट से रियलाइज कर सकते हैं जो करेस्पॉन्ड करता है स्पेसिफिक लॉजिक ऑपरेशन को एलजीब्रिक मैनिपुलेशन से हमें सिंपलीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन मिलता है जिसके लिए बुलियन अलजेब्रा काफी हैंड्डी बन जाता है शेनन का एक्सपांशन थ्योरम और उसका नेस्टेड वर्जन काफी यूज़फुल है बुलियन फंक्शन के एलजीब्रिक मैनिपुलेशन में धन्यवाद